सभी को नमस्कार हम इस विशेष पाठ्यक्रम के अंतिम सप्ताह 12 वें सप्ताह में हैं इसलिए इस सप्ताह में हम चर्चा करेंगे मेमोरी इसलिए इससे पहले कि हम मेमोरी इसके प्रकारों कैसे इनपुट आउटपुट अरैंज होते है एड्रेसिंग मेथोड्स और मेमोरी रीड और राइट साइकल्स पर कुछ चर्चा के साथ शुरू करें पिछले सप्ताह के 11 वें सप्ताह में हमने जो चर्चा की थी उसका त्वरित पुनरावर्तन करेंगे इसलिए पिछले हफ्ते हमने एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण और डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण पर चर्चा की और हमने डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण की शुरुआत की और हमने पाया कि बाइनरी लैडर आधारित डीएसी को अन्य विधि से अधिक पसंद किया जाता है जो लोडिंग पॉइंट ऑफ़ व्यू से वेटेड रसिस्टर आधारित डीएसी है आउटपुट इम्पीडेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ कुछ फायदे हैं और यह अधिक कॉमन है आप जानते हैं और हमने देखा था कि इन वेटिंग पार्ट के अलावा जो हमें मिलता है जहां बाइनरी वेट को संबंधित एनालॉग आउटपुट में मैप किया जाता है बफर एम्पलीफायर रजिस्टर लेवल एम्पलीफायर के रूप में अन्य सर्किटरी होते हैं डीएसी के काम करने के लिए उन सभी चीजों की आवश्यकता होती है और फिर हम ADC में चले गए और हमने पाया कि फ़्लैश ADC साइमल्टेनियस कन्वर्शन मेथड जो बहुत तेज़ है लेकिन आवश्यक कम्पेरेटर की संख्या बहुत बड़ी है और काउंटर आधारित विधि में हमने पाया कि कम्पेरेटर की संख्या घटकर 1 हो गई लेकिन एनालॉग सिग्नल को अनुरूप डिजिटल समतुल्य मे परिवर्तित होने में लगने वाला समय काफी ज्यादा है और समय को कम करने के लिए हमने कंटिन्युस ट्रैकिंग प्रकार के ADC पर चर्चा की दोनों अप काउंटर और डाउन काउंटर का उपयोग करते हुए फिर हम आगे बढ़े और हमने एप्रोक्सिमेशन टाइप ADC पर चर्चा की जो बहुत लोकप्रिय है और इसके फायदे विशेष रूप से तब जब कई इनपुट परिवर्तित करने होते हैं एक के बाद एक कंटिन्युस ट्रैकिंग प्रकार में ट्रैकिंग खो जाती है लॉकिंग खो जाती है एक बार जब आप एक इनपुट से दूसरे इनपुट पर जाते है हमने डुयल ट्रेस एडीसी पर भी चर्चा की जिसके भीतर यह इंटीग्रेटर का उपयोग करता है जिसके लिए हमारे पास एक फायदा है जो एडीसी के लिए बेहतर नोइस इम्यूनिटी प्रदान करता है और आगे हमने डेल्टा सिग्मा एडीसी पर चर्चा की जो धीमी गति से बदलते सिग्नल के लिए अच्छा है और यह इनपुट की ओवर सेंपलिंग का उपयोग करता है और यह बहुत हाइ रिसोलुशन दे सकता है जिसका मतलब है कि बिट्स की संख्या जो हम ए से डी रूपांतरण में प्राप्त कर सकते हैं वह काफी बड़ी है और हमने परफ़ोर्मेंस मेट्रिक्स - एक्युरेसी रिज़ॉल्यूशन पर भी चर्चा की और इसमें शामिल एरर भी देखी दोनों डिजिटल प्रकार और एनालॉग प्रकार से और इसी तरह हमने सप्ताह 11 का निष्कर्ष निकाला है ठीक है आगे बढ़ते हुए हम मेमोरी के प्रकारों से शुरू करते हैं जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सर्किट में पाते हैं और यहां हम मेमोरी के रूप में कुछ विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डेटा स्टोरेज यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर देखा है जिसका उपयोग वे मेमोरी के रूप में कर रहे हैं और इस विशेष सप्ताह में हम सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स देखेंगे और मेमोरी एलीमेंट्स भी हैं जो मैग्नेटिक डिस्क के रूप में आ रहे है ठीक है ऑप्टिकल डिस्क जो हमने उपयोग की है हम कंप्यूटर में उपयोग कर रहे हैं लेकिन यह इन विशेष चर्चा के दायरे से बाहर है और हम उनका उपयोग करते हैं जब हम उन्हें एक कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर एक पेरिफेरल के रूप में जोड़ते हैं तो सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक को रैम कहा जाता है रैनडम एक्सैस मेमोरीRAM Random Access Memory यह वोलेटाइल है मतलब यदि बिजली चली जाए तो - इसका मान खो जाता है यह लिखना आसान है और इसे पढ़ना आसान है एकाधिक पढ़ना और लिखना ऑपरेशन संभव है और इसी लिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है इसके विपरीत हमें एक और प्रकार की मेमोरी मिली है जिसे ROM रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है जो नॉन वोलेटाइल है और यह कई रीडिंग के लिए है मेरा मतलब है कि इसे एक बार कुछ प्रयास के साथ लिखना होगा तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयासों विशेष तंत्र की आवश्यकता है तो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से अंतिम उपयोगकर्ता अंत उपयोगकर्ता इसे कई बार पढ़ सकेगा लेकिन डेवलपर्स डेवलपर्स के दृष्टिकोण से जब यह आवश्यक होगा तो डेवलपर इसे लिखने में सक्षम होगा कुछ विशेष मेकेनिस्म द्वारा और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि इसे ROM कहा जाता है लेकिन यह भी प्रकृति से एक रैनडम एक्सैस मेमोरी है तो रैनडम एक्सैस का अर्थ है सूचनाओं की पहुँच स्टोरेज स्टोर्ड डेटा डिजिटल इन्फोर्मेशन यह मेमोरी ब्लॉक के भीतर मेमोरी की भौतिक स्थिति से स्वतंत्र है यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि यह कहां है लेकिन अगर यह एक सीक्वेंशियल एक्सैस है तो इसे सीक्वेंशियली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा तो अगर यह आगे है तो इसे और अधिक समय लगेगा जैसे कि यह एक टेप में है तो जो करीब है आप इसे जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं वह जो हैड से दूर है जो टेप पढ़ रहा है तो उस विशेष स्थान पर पहुंचने में अधिक समय लगेगा ठीक है और हां इस RAM और ROM के भीतर RAM में आगे सब डिवीजन होते हैं जैसे स्टेटिक रेम जिसे रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती है यह डायनेमिक RAM है जिसे समय समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है हर एक की आपको पता है कुछ ताकत और कमजोरियाँ है इसी तरह ROM में हमें PROM मिला है हमें EPROM मिला है वे सभी किस्में जो हम बाद की कक्षाओं में लेंगे ये दो प्रमुख विविधताएँ हैं और इसके अलावा निश्चित रूप से हम समझते हैं कि एक मेमोरी ब्लॉक में एड्रेस लाइन्स होंगी तो यह जो आप यहाँ देख रहे है यह एक रेम रिप्रेसेंटेटिव रेम ब्लॉक है तो एड्रेस लाइन्स ये मेमोरी में एक स्थान का संकेत देते हैं तो अगर 2 बिट एड्रेस लाइन A0 और A1 है तो 2 की शक्ति 2 मेमोरी में 4 ऐसी जगहों को संबोधित किया जा सकता है और इसमें आप डेटा लिख सकते हैं इसलिए यदि डेटा n बिट का है यह 1 बिट डेटा हो सकता है यह 4 बिट डेटा हो सकता है यह 8 बिट डेटा और सभी हो सकता है तो यह डेटा इन है यह डेटा आउट है जैसा कि हमने कहा है कि रैनडम एक्सैस मेमोरी रीड राइटRAM Random Access Memory read write उपयोगकर्ता के एण्ड पर संभव है और फिर हमारे पास अन्य प्रकार के कंट्रोल इनपुट रीड राइट इनेबल हैं तो कभी कभी ये तीन या आप जानते हैं कंट्रोल इनपुट को दो में क्लब्ड किया जा सकता है और बाद में उन दो इनपुट से आउटपुट उत्पन्न किया जा सकता है इसलिए उन योजनाओं को हम बहुत बाद में देखेंगे तो इनेबल का अर्थ है कि यह विशेष RAM ब्लॉक एक्सेस किया जा रहा है जिसके लिए यह संबन्धित एड्रैस है जो आप यहां देखते हैं और फिर जब आप रीड ऑपरेशन कहते हैं तो आप लिखना बंद कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं जो कुछ भी पहले से ही संग्रहीत है जब आप लिख रहे हैं तो आप वर्तमान वैल्यू को ओवर राइट सुधार कर रहे हैं इसलिए आप नई जानकारी लिख रहे हैं ठीक है तो पुरानी जानकारी खो गई है तो आप फिर से रीड देकर पढ़ सकते हैं तो ये स्टैंडर्ड आप जानते हैं रीड राइट और इनेबल ये कंट्रोल इनपुट हैं जिन्हें आप देखेंगे और जब आप इसे रोम पर ले जाते हैं तो मूल रूप से इस विशेष मामले में हम देखेंगे कि यहाँ एक इनेबल है जब भी यह इनेबल्ड होता है आप जानते हैं कि यह केवल आपके द्वारा किया जा रहा रीडिंग ऑपरेशन है और डेवलपर की ओर से कुछ है इसमें पहले ही लिखा जा चुका है जिसे हम कई बार पढ़ सकते हैं और इसी तरह जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वह इस एड्रेस लाइन्स द्वारा परिभाषित है और मेमोरी हो सकती है एक और सब डिविसन हो सकता है बिट ओर्गेनाइस्ड या वर्ड ओर्गेनाइस्ड किसी पर्टिकुलर लोकेशन एड्रैस लोकेशन मे यदि केवल एक बिट जानकारी है यदि इस तरह से मेमोरी को व्यवस्थित किया जाता है तो इसे बिट ओर्गेनाइस्ड कहा जाता है और उस लोकेशन पर यदि बिट्स की संख्या ज्यादा है बिट्स का एक समूह है तो इसे वर्ड ओर्गेनाइस्ड कहा जाता है और यह वर्ड का साइज़ है जिसके आधार पर आप 4 बिट 8 बिट 16 बिट 32 बिट होंगे अपनी आवश्यकता के आधार पर बिट या जल्द और आगे क्या यह स्पष्ट है इसलिए ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम व्यापक रूप से मेमोरी को परिभाषित करते हैं और फिर हम आगे होने वाले सब डिविसन को देखेंगे ठीक है अब जैसा कि मैंने कहा कि कंट्रोल मेकेनिस्म हम देखेंगे तो यहाँ हम एक विशेष मेमोरी ब्लॉक एक बहुत ही सरल मेमोरी ब्लॉक को देखते हैं जिसमे कि एक कंट्रोल इनपुट CS और रीड स्ट्रोक राइट हैं तो R पढ़ने के लिए और W लिखने के लिए राइट आप जानते हैं कि कोम्प्लेमेंट है तो मूल रूप से अगर यह 1 है तो रीड ऑपरेशन होगा और यदि यह 0 है तो राइट ऑपरेशन हो जाएगा तो 2 इनपुटों को 1 में क्लब किया जाता है और CS का मतलब है चिप सेलेक्ट बार का मतलब अगर यह 0 है तो इस चिप का चयन किया जाता है और यदि यह 1 है तो यह चिप चयनित नहीं है यह स्पष्ट है और यह मेमोरी यूनिट है और फ़िज़िकल मेमोरी सेल अधिक हैं जिनके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे और उस विशेष सेल को कुछ एड्रैस बिट्स द्वारा एड्रेस्ड किया जाता है जिसके लिए कुछ एड्रैस डिकोडर है इसलिए हम बाद में इसे ले लेंगे इसलिए एक बार इस चिप को चुनने के बाद और हम जानते हैं कि एड्रैस लाइनें मेमोरी के फ़िज़िकल लोकेशन के किसी विशेष लोकेशन की ओर इशारा कर रही हैं तो दो ऑपरेशन संभव हैं एक रीड ऑपरेशन है दूसरा राइट ऑपरेशन है तो इस विशेष मामले में हम देख रहे हैं कि इस मेमोरी ब्लॉक के लिए हमें अलग इनपुट और आउटपुट मिला है इसलिए यह I इनपुट के लिए है हम अक्सर कहते हैं कि यह IO है I का मतलब है इनपुट और O का मतलब है आउटपुट ठीक है तो फिर यह कंट्रोल लॉजिक रीड सिग्नल या राइट सिग्नल जनरेट कर रहा है इसलिए जब भी ऐसा होता है तो यह एक ट्राई स्टेट बफ़र है इसलिए यदि इसे लागू नहीं किया गया है यदि यह 0 है तो फिर यह आउटपुट हाइ इम्पीडेंस होगा इसलिए मूल रूप से यह इनपुट आउटपुट पर नहीं जा रहा है तो यह संबंधित नहीं है क्या यह ठीक है और जब भी यह 1 होता है तो यह I0 एक विशिष्ट पर जाता है इसकी लोकेशन I1 इसकी लोकेशन I2 इसकी लोकेशन और I3 संबंधित लोकेशन क्या यह ठीक है तो ये अलग हैं यह आप जानते हैं कि 4 इनपुट लाइनें हैं और हमारे रीड ऑपरेशन के लिए उस समय निश्चित रूप से राइट नहीं होना चाहिए फिर सब ठीक से मिलाएं तो इस समय पर राइट नहीं होगा इसलिए जो कुछ भी पहले से संग्रहीत है वह मेमोरी एड्रेस है जिसे आप जानते हैं इनवोक किया गया है लोकेशन को इनवोक किया गया है चिप सिलेक्ट इनेबल है फिर जो कुछ भी है तो यह 1 होगा और फिर यह आउटपुट पर जाएगा अन्यथा यह ट्राई स्टेट हाइ इम्पीडेंस स्टेट मे रहेगा इसलिए यह अलग इनपुट और आउटपुट के साथ एक सिंपल ओर्गेनाइजेशन है और आप इस लॉजिक को इस कंट्रोल लॉजिक को कैसे जनरेट कर सकते हैं जान सकते हैं हम इसमें देख सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं इसलिए यदि CS 0 है तो यदि R 0 है R 0 है तो इसका मतलब है कि आप रीडिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं आप राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो WR 1 होना चाहिए और RD 0 के बराबर है और चिप सिलेक्ट यह इनेबल्ड 0 है ये R 1 है इसका मतलब है अब आप रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए WR 0 होना चाहिए और RD 1 होना चाहिए ठीक है और जब चिप सिलेक्ट 1 होता है तो इसे नहीं चुना जाता है यह मेमोरी चिप इस ब्लॉक को नहीं चुना जाता है फिर चाहे वह 0 हो या 1 रीड और राइट 0 होना चाहिए क्या यह ठीक है इसलिए यदि आप इसे संबंधित बूलियन एक्स्प्रेशन में परिवर्तित करते हैं तो यह वह एक्स्प्रेशन है जो आपको मिलती है ठीक है तो W और R बार आपको पता है समान है तो हम उनमें से एक का उपयोग कर सकते हैं और फिर यदि आप इसे संबंधित डिजिटल लॉजिक ब्लॉक में अनुवाद करते हैं तो यह आपको मिलता है बहुत ही सरल क्या यह ठीक है CS प्राइम और यह W है यह R बार है और यह CS प्राइम R है WRCSWCSR RDCSRCSW अब हम मेमोरी ब्लॉक मेमोरी आईसी देख सकते हैं जिसमें ये इनपुट और आउटपुट अलग नहीं हैं वो कॉमन भी हो सकता है ठीक है तो यह इस तथ्य से आता है कि जब आप एक रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं आप राइट ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और जब आप राइट कर रहे हैं तो आप रीड ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं क्या यह नहीं है तो यह हमें एक कॉमन इनपुट और आउटपुट लाइन करने का अवसर देता है तो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप यहां देख सकते हैं यह कि आप जानते हैं इनपुट आउटपुट कॉमन है इसलिए हम पहले देख सकते हैं कि पिछली व्यवस्था में यह चल रहा था और यह एक अलग आउटपुट है जो कि था यह वही है जो हमने देखा था अब हम क्या कर रहे हैं जब से यह प्रयोग किया जाता है तब से इन इनपुट ब्लॉकों का उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए हम यहां क्या कर रहे हैं हम इसे केवल यहां पर IO लाइन से जोड़ रहे हैं और यह कंट्रोल लॉजिक समान है जिसके लिए जब आप राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह 0 है इसलिए यह ट्राई स्टेट है तो यह बहुत हाइ इम्पीडेंस है इसलिए यह उन इनपुट डेटा को प्रभावित नहीं कर रहा है जो किसी भी तरह से राइट हो रहे हैं तो यह वही है जो हम सामान्य IO कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग कर सकते हैं क्या यह ठीक है सही है तो हमारे पास मेमोरी आईसी है इसलिए कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं कि 2114 2115 2147 ये सभी BJT आधारित मेमोरी ICs हैं ठीक है और उन्हें ये या तो कॉमन या अलग इस तरह की व्यवस्था मिल गई हैं जिस पर हमने अभी चर्चा की है और इस ओर्गेनाइजेशन मे 1K क्रॉस 4 का क्या मतलब है इस तरह के 1000 लोकेशन हैं फिसिकल लोकेशन हैं और इस 1000 लोकेशन को लागू करने के लिए 1000 1K हम डिजिटल लॉजिक या डिजिटल चर्चाdigital discussion में जानते हैं बाइनरी अंकगणित तो 1K 1024 के लिए है तो कितने एड्रैस बिट्स की आवश्यकता होगी तो लॉग बेस 2 1024 ठीक है तो 10 एड्रैस बिट्स की आवश्यकता होगी तो इस विशेष आईसी मे 10 एड्रैस बिट्स होगी जो मेमोरी के किसी विशेष स्थान को पॉइंट करने के लिए हैं और इसमें प्रत्येक स्थान में कितने बिट संग्रहीत हैं तो 4 बिट्स को संग्रहीत किया जाता है इसलिए यह वर्ड ओर्गेनाइज़ है और ये इनपुट और आउटपुट हैं यह राइटिंग है यह कॉमन है और ये सभी दो कंट्रोल लॉजिक CS और R रीड स्ट्रोक का उपयोग कर रहे हैं राइट बार जिस पर हमने अभी चर्चा की थी अब इस बारे में क्या है 2115 यह फिर से बिट ओर्गेनाइज़बिट organized 1K है लेकिन प्रत्येक स्थान पर आपके पास केवल 1 बिट है जो संग्रहीत है और इस मामले में आपके पास अलग से इनपुट और आउटपुट हैं जो आपको पसंद है और 6168 यह CMOS आधारित आईसी मेमोरी आईसी है इसलिए हम दोनों को आप जानते हैं BJT आधारित मेमोरी सेल और CMOS आधारित मेमोरी सेल को थोड़ा बाद में मेरा मतलब है बाद की कक्षाओं में देखेंगे तो यह 4K क्रॉस 4 है और इसमें कॉमन भी है और अन्य मेमोरी आईसी हैं जिनमें कंट्रोल इनपुट के रूप में मैं चर्चा कर रहा था कि हमें 2 के बजाय 3 कंट्रोल इनपुट मिल गया है चिप सिलेक्ट राइटिंग उद्देश्य के लिए राइट इनेबल रीडिंग के उद्देश्य के लिए आउटपुट इनेबल तो इस तरह के आप जानते है तीन तरह के कंट्रोल इनपुट हैं तो यह ऐसा एक उदाहरण है यह एक और उदाहरण है ये CMOS आधारित आईसी हैं और ये मेमोरी के संबंधित साइज़ हैं और यह वह तरीके है जिससे लॉजिक्स जनरेट होता है ठीक हैं तो हम आगे बढ़ते हैं WRCSWE RDCSOEWE अब यह एड्रेसिंग मेमोरी इसलिए अभी जो हमने चर्चा की थी यदि आप यह कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि यह कैसा दिखता है मेमोरी ब्लॉक में यह एक ऐसा उदाहरण है तो यहाँ यह एड्रैस डिकोडर है जिसमें इस विशेष उदाहरण में 4 एड्रेस बिट्स आ रहे हैं और यह डिकोड हो रहा है तो यहाँ 16 लाइनें जनरेट हुई हैं तो ये 16 लाइनें हैं इसलिए 1 2 से 16 इसलिए यदि आप इस मेमोरी ब्लॉक को देख रहे हैं तो यह मेमोरी ब्लॉक है तो ये 16 लाइनें हैं जो जनरेट होती हैं यह रो डिकोडर से आ रहा है तो वहाँ 1 2 3 4 हैं तो ये डिकोडिंग डिकोडेड आउटपुट हैं और फिर यह मेमोरी है तो डिकोडर के बाद मेमोरी के लिए 16 ऐसी लाइनें और प्रत्येक स्थान से प्रत्येक स्थान पर आपके पास चार ऐसे बिट्स हैं तो ये चार सेल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि ये सेल्स कैसे बनती हैं और सारे प्रश्न आप जानते हैं तो यह जुड़ा हुआ है इसलिए जब आप इस एक विशेष लाइन को संबोधित कर रहे होते हैं तो दूसरे को संबोधित नहीं किया जाता है इसलिए इस सेल में जो भी जानकारी है मेरा मतलब है यह एक तरफ है यह एक और साइड है दोनों यहां आ रहे हैं इसलिए इस ओर्गेनाइजेशन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे और फिर हम इसे पढ़ रहे हैं रीडिंग के दौरान जब हम रीड ऑपरेशन कर रहे होते हैं और जब हम इसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो जानकारी यहाँ से जाएगी यहाँ के माध्यम से जाएगी और सेल के मान को बदल देगी और रीडिंग ऑपरेशन के दौरान जानकारी यहाँ से आएगी यहाँ के माध्यम से अगर यह पहला स्थान है और फिर अन्य स्थानों को ट्राई स्टेट किया गया है तो वे योगदान नहीं कर रहे हैं ठीक है और इसी तरह अगले स्थान को एड्रैस्ड किया जाता है यह एक इसलिए रीड ऑपरेशन के लिए जानकारी यहाँ से आएगी और राइट ऑपरेशन के दौरान उस पर जाएगी और अन्यथा यह ट्राई स्टेट रहेगी तो यह बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 के लिए है तो यह वर्ड है जिसे आप जानते हैं ओर्गेनाइस्ड किया गया है और यह डेटा आ रहा है और यह डेटा बाहर जा रहा है और हमारे पास कुछ है यह विशेष बात एक प्रेक्टिकल आईसी IC7489 यदि संभव हो तो आप प्रयोगशाला में इसके साथ काम कर सकते हैं तो यह एक 16 क्रॉस 4 है इसलिए 16 ऐसे स्थान और 4 का मतलब है प्रत्येक स्थान में 4 बिट 64 बिट रैम ठीक है और इसलिए यह CE जिसे आप यहां देखते हैं चिप इनेबल या चिप सिलेक्ट हमारे पहले चर्चा मे आप देख चुके है तो IC डेटा शीट में यदि आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसे मेमोरी इनेबल के रूप में लिखा गया है तो राइट इनेबल राइट इनेबल यह वहां है जो रीड का उलटा है जो हमने पहले ही देखा है दूसरी चीज जिसे आप डेटा में देखते हैं I1 I2 I3 I4 इस विशेष डाइग्राम में डेटाशीट में संबंधित चीज D1 D2 D3 D4 है और यह संबन्धित आउटपुट अंतिम आउटपुट इस डाइग्राम में D1 बार D2 बार वगैरह वगैरह है जो Q1 बार Q2 बार से मेल खाती है और फिर आप इस मैपिंग को कर सकते हैं और इस तरह के एड्रेसिंग जहां एड्रेस बिट्स आ रहे हैं और एक के बाद एक यह रो डिकोडिंग मेरा मतलब है एक रो डिकोडर के माध्यम से स्थानों तक पहुँचा जा रहा है इसलिए इसे लीनियर एड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है और इसके विपरीत हम एक और तरह की एड्रेसिंग देखेंगे जिसे मैट्रिक्स एड्रेसिंग कहते हैं तो हम वहां क्या करते हैं इसमें एक विशेष स्थान को एक्सेस किया जाता है विशेष स्थान को एक रो डिकोडर और एक कॉलम डिकोडर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है तो यह वास्तव में कैसे काम करता है तो आइए पहले एक उदाहरण देखें और फिर हम इस विशेष ब्लॉक में आएंगे तो यह 16 लाइनें हैं जिन्हें हमने पहले ही देखा है 7489 के उदाहरण को देखेजो पिछले स्लाइड में हमने देखा था तो ये 16 लाइनें हैं जो रो डिकोडर के बाद मेमोरी में जा रही हैं तो यह मेमोरी ब्लॉक है तो यह 16 क्रॉस 1 है यह 16 क्रॉस 4 भी हो सकता है ठीक है तो यह वहाँ है जहाँ जैसा है इस मामले में आप क्या देखते हैं यदि आपके पास प्रत्येक स्थान पर एक ऐसी चीज हैं तो एक ऐसा बिट जिसे आप एड्रैस करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास 4 रो यहाँ और 4 रो वहाँ और क्रॉस बिंदु पर हो सकते हैं यहाँ पर क्रॉस पॉइंट पर आप 1 बिट स्टोर कर सकते हैं तो यह अब एक 2 डाइमेन्श्नल प्लेन है और यदि आप 4 बिट स्टोर करना चाहते हैं तो यह z दिशा में आ रहा है यदि यह x है और यह y है तो यह z दिशा में है तो 4 ऐसी सेल रखी जाएंगी क्या यह स्पष्ट है या अगर यह सिर्फ एक बिट है तो यह यहां खत्म हो गया है तो इस तरह की कितनी चीजों की आवश्यकता होगी यह 4 लाइन है और यह 4 लाइन है तो मेमोरी के लिए जाने वाली 16 लाइनों के बजाय मेमोरी को 8 लाइनें गई है तो यह मैट्रिक्स आधारित एड्रेसिंग की उपयोगिता है और आप में से अधिकांश जानते हैं मेमोरी चिप्स के लिए एडवांस्ड जिसे आप जानते हैं आप देखेंगे कि यह मैट्रिक्स आधारित एड्रेसिंग का उपयोग कर रहा है आमतौर पर यदि आप इसे जनरलाइज़ बनाना चाहते हैं तो यह वह है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था आप जानते हैं कि क्रॉस पॉइंट मे मेमोरी सेल होगा जनरलाइज़ करने के लिए हम देखते हैं कि यदि यह एक वर्ग व्यवस्था है तो मेरा मतलब है कि यदि आप समान रूप से विभाजित करते हैं तो पंक्तियों की संख्या होगी - मेमोरीमें जाने वाली लाइनो की संख्या कम से कम होगी ठीक है तो आप जानते हैं अगर हमारे पास यह 2 की शक्ति B लाइने कुल है तो आधा यहां होगा आधा वहां होगा लेकिन ध्यान दें कि इस एड्रैस की संख्या हमेशा चिप पर जा रही होगी निश्चित रूप से होगी यह आप जानते हैं यहां B भागित 2 है और B भागित 2 वहां कुल B है जो कि आवश्यक होगा जिससे कि हम निश्चित रूप से बच नहीं सकते ठीक है लेकिन जिस तरह से यह मेमोरी फिजिकल ब्लॉक में जा रहा है उससे आप जान सकते हैं कि वहां पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाता हैं अब हम देखेंगे हमने कुछ कंट्रोल इनपुट देखे हैं जिन्हें हमने समझा है कि यहाँ एक मेमोरी सेल है जिसमें यह कुछ मिल रहा है डेटा लिखा जा रहा है या हम इससे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मेमोरी रीड साइकिल कैसी लगेगी इसलिए यदि आप इस टाइमिंग डाइग्राम के बारे में बात करते हैं आप समझते हैं तो हम यहाँ पर एक ऐसी साइकल को देखते हैं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 और फिर हम मेमोरी एड्रेस एक वेलीड एड्रैस फिसिकल लोकेशन जहाँ से आपको पता है पढ़ना है फ्लोट कर रहे हैं और फिर चिप चिप सिलेक्ट इनेबल है चिप सिलेक्ट हाइ मतलब यह डिसेबल है तो यह लो हो रहा है इसका मतलब यह इनेबल है और फिर आप वेलिड डेटा देखते हैं कि हम इसे पढ़ रहे हैं यह कुछ समय के बाद आ रहा है तो ये कुछ निश्चित डिले हैं जो आप जानते हैं इस मेमोरी रीड ऑपरेशन से जुड़े है तो एड्रैस लाइन के वैध बनाने से वैध डेटा के आने तक समय प्रदान करने की आवश्यकता है इसलिए इसे एक्सैस टाइम के रूप में जाना जाता है आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है आप जानते हैं डेटा शीट और अन्य चीजों में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ मान प्रदान किया गया है और यह चिप सिलेक्ट से वेलिड डेटा इसे चिप सिलेक्ट एक्सेस कहा जाता है और दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर यह होल्ड टाइम है ठीक है यह वह है कि वेलिड एड्रैस को हटा दिया गया है पर आउटपुट वेलिड रहता है इसलिए एड्रैस बदल जाने के बाद भी यह वह समय है जिसे आप देखते हैं कि यह होल्ड समय है और इसकी तुलना में अगर यह चिप सिलेक्ट के संबंध में किया जाता है तो इसे चिप सिलेक्ट होल्ड टाइम कहा जाता है और यह एक मेमोरी रीड साइकल है जिसके बाद एक और एड्रेस फ्लोट की जा सकती है और न्यूनतम समय जिसकी आवश्यकता होती है जो इस मेमोरी रीड ऑपरेशन की गति को परिभाषित करता है और आमतौर पर यह 100 नैनोसेकंड के क्रम का होता है इसलिए यदि आप डेटा शीट को देखते हैं तो इनमें से प्रत्येक पैरामीटर 13 नैनोसेकंड के आसपास होगा या आप अलग अलग ऐसी चीजों के लिए अलग अलग मान जानते हैं लेकिन पूरी तरह से अगर आप इसे देखते हैं तो यह लगभग 100 नैनोसेकंड के आसपास आता है और आप जानते हैं तेज मेमोरी का मतलब यह मान छोटा है धीमी मेमोरी का मतलब बड़ा यह मान बड़ा है इसलिए यदि यह एक मेमोरी रीड साइकल है तो हमारे पास संबंधित मेमोरी राइट साइकल भी होगी तो कैसे मेमोरी राइट साइकल घटनाएँ होने के क्रम क्या हैं तो आप जो देखते हैं पहला एड्रैस दिया गया है एक वेलिड एड्रैस दिया जाता है जिस पर राइटिंग करने की आवश्यकता होती है फिर उस विशेष चिप का चयन किया जाता है क्योंकि वह एड्रैस बड़ा हो सकता है तो कुछ अन्य चिप को भी जा सकता है ठीक है क्या यह उस विशिष्ट चिप के लिए है या नहीं और फिर राइट ऑपरेशन तो यह विशेष कंट्रोल इनपुट लो हो जाता है इसका मतलब है यह है लिखना है लिखना है और कुछ समय बाद एक वेलिड डेटा उपलब्ध होता है और फिर यह राइट डिसेबल्ड होता है फिर यह चिप सिलेक्ट डिसेबल्ड होता है और वेलिड डेटा कुछ समय बाद अनुपलब्ध हो जाता है तो यह वेलिड डेटा है जहां यह वास्तव में आप मेमोरी लोकेशन से सूचना को पढ़ रहे हैं रीड साइकल के समान हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पेरामीटर हैं इसलिए यह एक एड्रैस से अगले वेलिड एड्रैस तक कि संपूर्ण राइट साइकल टाइम है न्यूनतम समय जो फिर से आवश्यक है वह 100 नैनोसेकंड के ऑर्डर का है और सेटअप समय इस वेलिड एड्रैस और राइट इनेबल के प्लेसमेंट के बीच न्यूनतम समय है यह आपका सेट अप टाइम है तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं तो यह वह समय है जिसमें राइट इनेबल के वैध बने रहने की आवश्यकता होती है और डेटा राइट टाइम ओवरलैप होता है तो राइट डिसेबल से पहले स्थिर रहने के लिए यह न्यूनतम इनपुट समय है ठीक है तो इसके लिए यह न्यूनतम समय आवश्यक है इस वेलिड डेटा उपलब्ध होने के बाद इसे स्थिर रहने की आवश्यकता है इसलिए यह राइट इनेबल स्थिर रहने की जरूरत है और फिर डेटा होल्ड टाइम आता है इसलिए डेटा होल्ड टाइम वह न्यूनतम समय है जो राइट डिसेबल्स के बाद डाटा को वेलिड रहने के लिए आवश्यक है और इसी तरह यह एड्रैस होल्ड टाइम यह राइट डिसेबल्स होता है लेकिन इस समय के बाद यह एड्रैस मान्य होना चाहिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण टाइमिंग पैरामीटर हैं मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन के साथ इसलिए इसके साथ हम मेमोरी का परिचय समाप्त करते हैं और जो हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप से देखा है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं RAM और ROM दोनों वास्तव में रैंडम एक्सेस होते हैं जहाँ एक्सेस टाइम मेमोरी सेल्स के फिसिकल लोकेशन से स्वतंत्र होता है और मेमोरी में इनपुट आउटफुट डेटा लाइनें अलग या कॉमन हो सकती हैं ठीक है और मेमोरी एड्रेसिंग लिनियर या मैट्रिक्स आधारित हो सकती है और मैट्रिक्स आधारित के लिए लाइनों की संख्या इनपुट लाइन एक सेल का पता लगाने के लिए न्यूनतम हो सकती है और यह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए न्यूनतम है और मेमोरी रीड और राइट साइकल मे कंट्रोल इनपुट एड्रैस और डेटा के आने का क्रम महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न सेगमेंट्स के लिए न्यूनतम स्वीकार्य समय हैं और एक पूरे के रूप में जो हमें अनुमान देता है की कितना जल्दी हम मेमोरी मे रीड और राइट कर सकते है धन्यवाद